आपका स्वागत है पिछली कक्षा में हम नकदी प्रबंधन के मॉडल बनाए रखने के दोनों उद्देश्यों का मतलब है और टेक्निकल इंसॉल्वेंसी प्रबंधन के रूप में कहेंगे हमने पहले भी लिक्विडिटी हो सकती है लेकिन लिक्विडिटी के लिए बाध्य हैं और विंडो ड्रेसिंग के प्रबंधन में जाने से पहले हम इन 2 चीजों पर बात करेंगे इसलिए जब आपलिक्विडिटी में से स्थिति की त्वरित साधन समीक्षा की मदद से किया जा सकता है

यह करंट रेशों की गणना करने की कोशिश करते हैं जहां अंगूठे का नियम 133 1 है पहले यह कितना 2 था 1 लेकिन अब इसे संशोधित किया गया है और इसे 2 से नीचे लाया गया है 1 से 133 1 तो यह करंट रेशों स्थिति को समझ रहे हैं लेकिन कहते हैं कि ये 3 रेशों नहीं तो कितने हैं जो फर्म में कोई कैसेट्स के रूप में कहा जाता है इसलिए ये 3 रेशों या हमें कुछ समय लगेगा कुल बिक्री और उसके आधार पर हम रेशों है इसलिए हम मानते हैं कि फर्म पर्याप्त लिक्विडिटीको बिक्री या नकदी में परिवर्तित कर रहे हैं इसलिए हम इसे इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात इन्वेंट्री टर्नओवर रेशों के संबंध में है क्योंकि अकाउंट्स रिसिवेबल सही हैं तो ये कहते हैं कि 6 अनुपात 1 2 3 क्षमा करें यह 4 था यह 5 है और यह 6 अनुपात है इसलिए इन 6 अनुपातों की हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं और फर्म की वित्तीय संरचना का अध्ययन करते समय हमने इनमें से कुछ अनुपातों का उल्लेख किया है इसलिए इस तारीख तक आप अध्ययन कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि फर्म की लिक्विडिटी की स्थिति का अध्ययन करने के लिए कहें हमें वर्तमान रेशों की स्थिति प्राप्त होती है इसलिए मैं यहां 1 और अनुपात जोड़ूंगा जो विशेषज्ञों का सुझाव है कि वित्तीय विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि इन 6 रेशों की गणना करते हैं

और इसके अलावा आप 1 और रेशों यदि आप फर्म को आपूर्ति करना चाहते हैं या कहें कि कोई भी बैंक ऋण कार्यशील पूंजी ऋण का विस्तार करना चाहता है या शायद सीसी के इस कुल गुच्छा का अध्ययन कर सकें तो कौन सा अब सातवां रेशों इसे टोटल असेट्स सीमा है हमने CC सीमा की अवधारणा पर चर्चा की है और उदाहरण के लिए कहें कि CC सीमा में 2 शेष हो सकते हैं उदाहरण के लिए हम इसे 10 लाख सही कहते हैं तो यह एक 100000 की सीमा है इसलिए इस सीमा में इसका मतलब है कि यह खाता बैंक द्वारा खोला गया है इसमें स्वयं शाखा कंपनियों का खाता खुला है जो एक CC सीमा खाता है और शर्त यह है कि अब फर्म का उसी बैंक या अन्य बैंकों की किसी अन्य शाखा में कोई अन्य चालू खाता नहीं होगा अब फर्म की कुल रसीद और भुगतान जो भी होगा इस खाते के माध्यम से सही किया जाएगा इसलिए उदाहरण के लिए आपने कहा है कि बैंक द्वारा 10 लाख की सीमा को मंजूरी दी जाती है इसका मतलब है कि फर्म को 10 लाख रुपये उपलब्ध होंगे कभी भी कंपनी इस शेष राशि के खिलाफ चेक लिख सकती है और वे इस पैसे का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए फर्म के अधिकारों ने आगे कहा कि रुपए का पहला चेक कहता है कि 2 लाख रुपए कितना सही है लिहाजा अब फर्म का बैलेंस घटकर 8 लाख रुपये हो जाएगा अगले दिन फर्म को 3 लाख रुपये मिलते हैं जो कि क्रेडिट पर खरीदार है तो फर्म का बैलेंस 11 लाख रुपये सही हो जाएगा तो इस तरह से फर्म का बैलेंस सीसी लिमिट में उतार चढ़ाव बना रहता है कभी कभी यह मंजूरी राशि से अधिक हो जाता है यदि भुगतान कुछ समय के भुगतानों से अधिक हैं तो यह भुगतान राशि से कम है जब भुगतान प्राप्तियों से अधिक है इसलिए उदाहरण के लिए यदि बैंक द्वारा बैंक को CC सीमा की मंजूरी दी गई है जो 10 लाख रुपए है तो फर्म ने केवल 2 लाख रुपए का उपयोग किया है और यह 8 लाख रुपए अभी भी फर्म के पास उपलब्ध है इसका मतलब यह है कि इसे टोटल करंट असेट्सहै या नकदी है इसी प्रकार CC की सीमा भी नज़दीकी नकदी है इसलिए हमें यह भी गिनना चाहिए क्योंकि यह नकद या किसी भी बैंक खाते में पड़ी नकदी के रूप में अच्छा है यदि फर्म को किसी को कोई भुगतान करना है और यदि यह 8 लाख रुपये बैंक में उपलब्ध है और धन का कोई अन्य स्रोत नहीं है तो वित्त का कोई अन्य स्रोत नहीं है तो फर्म बस 2 लाख रुपये का चेक लिख सकती है 8 लाख रुपये तक के 3 लाख रुपये के बारे में उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके पास CC सीमा है और एक सकारात्मक संतुलन कहता है कि CC सीमा खाते में 8 लाख रुपये का पर्याप्त बैलेंस उपलब्ध है तो विशेषज्ञ कहते हैं कि एनएलआर हैं एक्सपेंस क्रेडिटर्स क्या है यदि आप ऋणदाता के दृष्टिकोण से इस रेशों का एक इष्टतम राशि बनाए रखने के लिए क्योंकि फिर से आप नकदी बनाए रख रहे हैं आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज रखना चाहेंगे इसलिए यदि आप रेशों बनाए हुए हैं लेकिन अगर बैंक अधिक के लिए जोर देता है तो हम उस बैंक को मना सकते हैं जो फर्म के हित में नहीं है कि नकदी का उच्च स्तर हो क्योंकि यह असुरक्षित है और यदि आप ऋणदाता हैं तो आपको इस बात पर जोर देना चाहिए कि एनएलआर है जिसकी हमें गणना करनी चाहिए और व्याख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या आप कर्जदार हैं यह अलग होगा आप ऋणदाता हैं तो यह अलग होगा और आपको इसकी व्याख्या कैसे करनी है मैंने अभी आपके साथ चर्चा की है अब 1 और रेशों कहा जाता है अब तक हम गणना कर रहे हैं कि सिंपल करंट रेशोंकी गणना कैसे करनी है हमें सभी व्यक्तिगत करंट असेट्सहै आप इन्वेंट्री को गलत नहीं रख रहे हैं लेकिन कितनी जल्दी हम इन्वेंट्री को नकद या बिक्री और बिक्री में नकदी में परिवर्तित कर रहे हैं आपके पास खाते प्राप्य हैं क्रेडिट बिक्री कोई नुकसान नहीं है जो हमारे पास है लेकिन हम कितनी जल्दी उन क्रेडिट सेल्स को कैश में बदल रहे हैं आपके पास कैश तो है लेकिन कैश का टर्नओवर कितनी जल्दी है और आप इस कैश का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए इन्वेंट्री के मामले में विशेष रूप से इन्वेंट्री और प्राप्य के मामले में वे अपने टर्नओवर के लिए काम कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण है और यदि आप अपने टर्नओवर को समायोजित करना होगा तो यह समायोजित करने के लिए इसका मतलब है कि हमें एडजेस्टेड इंडिविजुअल करंट ऐसेट हम इसे करंट ऐसेट की गणना करना होगा तब आप यह पता लगा पाएंगे कि इन करंट ऐसेट का उपयोग करें और एक बार जब टर्नओवर और वह 24 है आपने कैसे गणना की कि सकल बिक्री है 10 गुना है तो हम गणना कर सकते हैं इसलिए इस तरह से आपको गणना करना है इसलिए हमारे पास यहां उदाहरण के लिए यह माना जाता है कि यहां अकाउंट रिसिवेबल राशि कितनी सही है और फिर यह यह मान है यदि आप इसे हल करते हैं कि यह 1200 के रूप में 0958 में कितना आता है और यदि आप इसे गुणा करते हैं तो यह 11 50 के रूप में काम करेगा तो इसका मतलब है कि जब आप अपनी वकरंट असेट्स के खिलाफ तब हमें पता चला है कि यदि आप इसे टर्नओवरमें बदलाव होता है अगर टर्नओवर घटकर 12 गुना हो जाता है अगर यह 12 गुना है तो यह कितना हो जाएगा यह 0916 जैसा कुछ होगा और यदि आप इसे गुणा करेंगे तो यह 11 रुपये 1100 सही हो जाएगा यह 1150 है तो इसका मतलब टर्नओवर की प्राप्य राशि काफी कम है इसलिए हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि फर्म की सकल बिक्री अच्छी नहीं है तो उनकी लिक्विडिटी के खिलाफ सही समायोजित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसी तरह आप सभी करंट लायबिलिटीज को व्यक्तिगत रूप से समायोजित करता है तो आप यहां समायोजित करेंगे अब जो खाते रसीदें हमें मिली हैं वे कहते हैं कि 1150 सही है अगर आप सूची को समायोजित करते हैं तो शायद यह कहें कि यह वास्तव में 1500 है लेकिन यह 1300 के रूप में काम कर सकता है तो क्या होगा आपकी करंट असेट्स के मामले में कर सकते हैं और फिर आप व्यक्तिगत करंट असेट्सको समायोजित कर रहे हैं यह कारोबार है और फिर आप फर्म की वास्तविक लिक्विडिटी फिर रस्सी बेबस जानवर रेशो के रूप में आप इन अनुपातों की गणना करते हैं और फिर आप यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि फर्म की वास्तविक लिक्विडिटी की संभावना होगी क्योंकि प्रत्येक ऋणदाता की स्थिति ठीक या स्वीकार्य हो उदाहरण के लिए किंगफिशर एयरलाइंस के मामले में कुछ समय पहले ऐसा होता है कि अचानक यह दिवालिया हो जाती है और यहां तक कि कर्मचारियों के वेतन का भी भुगतान नहीं किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि यह उन कर्मचारियों का सवाल था जिनके बारे में कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के एक अच्छे ब्रांड का नाम किंगफिशर अचानक गिर जाएगा और वे अपना वेतन भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे और वे नौकरी खो देंगे उन्हें इसके लिए वेतन नहीं मिलेगा उदाहरण के लिए कहें कि अगर उनमें से किसी को भी संदेह था तो वे फर्म की लिक्विडिटी स्थिति अच्छा नहीं है और उनका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपने वेतन के भुगतान की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए और उनका काम दांव पर है तो इसी तरह अगर कोई भी वित्तीय व्यवहार समग्र रूप से अवांछनीय लगता है उस मामले में भी हम एक काम कर सकते हैं जो हमें कहना चाहिए क्योंकि बैलेंस शीट की गणना आपूर्तिकर्ताओं या सेवा उधारदाताओं या कहने वाले उधारदाताओं द्वारा नहीं की जानी चाहिए यह कार्य स्वयं फर्म के लिए छोड़ दिया जाता है जब कोई भी फर्म इस अनुरोध के साथ बैंक में जाती है कि फंड सी सी विश्लेषण देते हैं बैंक कर्मचारी या बैंक अधिकारी केवल उस विश्लेषण को देखते हैं कि उन्होंने यह कैसे किया है फिर उन्होंने बैलेंस शीट की स्थिति स्वीकार्य है और हम क्रेडिट के विस्तार के साथ आगे बढ़ सकते हैं फर्म जो काफी संभव है तो बैंकरों के मामले में फर्म ऐसा करते हैं और फिर इस विश्लेषण को करने के बाद वे बैंक जाते हैं आपूर्तिकर्ताओं संबंध आपूर्तिकर्ताओं के मामले में जब वे कहते हैं कि आप इसे वित्तीय रूप से सक्षमकह सकते हैं और उनके पास केवल उस कंपनी पर निर्भर रहने का कारण नहीं है जो उन्हें क्रेडिट पर किसी आपूर्तिकर्ता से खरीदने के लिए कह रहा है उस स्थिति में बड़े आपूर्तिकर्ता संभावित या भावी खरीदारों से अपनी लिक्विडिटीके साथ आते हैं और अनुपातों के इन रेशों स्थिति का अध्ययन कैसे करें आपके पास एक स्पष्ट विचार होना चाहिए कि हमें इन 7 अनुपातों की गणना करनी चाहिए और विशेष रूप से व्यक्ति को बताने में सक्षम होना चाहिए चिंतित है कि हमें एक सादा वर्तमान अनुपात पर भरोसा नहीं करना चाहिए लेकिन हमें समायोजित वर्तमान अनुपात की सही गणना करनी चाहिए इसलिए यह सभी लिक्विडिटीके बारे में है मैं आपसे विंडो ड्रेसिंग करते हैं यह सब मैं आपसे अगली कक्षा में चर्चा करूँगा बहुत बहुत धन्यवाद